आपका स्वागत है विद्यार्थियों हम इस तिमाही के लिए नकद बजट तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षा में हमने जनवरी महीने के लिए बजट तैयार किया था और हम ने इस विवरण में सभी प्रकार के ब्योरे को पहले से ही रख दिया है इसलिए ये सभी विवरण फरवरी एवंग मार्च के महीने के लिए समान रहते हैं हमें अंतिम शेष की गणना करनी होगी क्योंकि हमने जनवरी महीने की प्रारंभिक शेष के तौर पर शुरुवात की थी जो कि दिसंबर के महीने के लिए अंतिम शेष थी जो जनवरी के महीने के लिए प्रारंभिक शेष बन गयी फिर हमें आगम और निगम या प्राप्तियों और भुगतानों को समायोजित करने के बाद हमें जनबरी महीने के अंतिम शेष की गणना करनी पड़ी तो हमने देखा कि हमारा शुरुआती जमा पहले 5000 डॉलर था और हमें न्यूनतम नकदी के रूप में 5000 डॉलर रखने है इसलिए परिचालन के लिए उपलब्ध नकदी शून्य थी फिर हमने संग्रहों को निकला जो हमें 47200 डॉलर मिले और फिर सभी खर्चों को घटाया गया जिससे हमारे पास 15400 डॉलर का नकारात्मक शेष बचा और फिर हमें पता चला कि आखिरकार इतनी नकदी की कमी है जिसका अर्थ है कि हम 15400 राशि का अधिक भुगतान कर रहे हैं हमें बिक्री के संग्रह से कम राशि प्राप्त हुई है इसलिए हम 15400 की घाटे की स्थिति में हैं इसलिए हमने वित्त की व्यवस्था की और वहाँ शर्त यह थी कि हमें 500 के गुणकों में उधार लेना या चुकाना है 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण चुकाना है और हमे उस शर्त का पालन करना है इसलिए घाटे की राशि जो कि 15400 है को आप बैंक से उधार नहीं ले सकते हैं बल्कि 500 के गुणक में उधार लेना होगा इसलिए हमें यहां यह दिखाना चाहिए कि हमने बैंक से 15500 उधार लिया है जबकि वास्तविक आवश्यकता 15400 की है इसलिए हमें इस राशि को उधार लेना पड़ा इसलिए जब हमें 15400 की जरुरत थी तब हमने 15500 उधार लिया तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास नकद राशि शेष है हमारे पास कितना नकदी शेष है शेष राशि १०० है और अंतिम शेष कितना है न्यूनतम नकद शेष 5000 है तो नकद समापन शेष क्या है नकद समापन शेष 5100 डॉलर है यह नकदी का समापन शेष है 5000 को हमने न्यूनतम नकदी जमा के रूप में रखा है जो कि एक सुरक्षा स्टॉक है और 100 डॉलर बैंक से उधार लेने से बचा हुआ है क्योंकि हमने 5 के गुणक में यानी 15500 उधार लिया है वास्तव में हमें 15400 की आवश्यकता थी इसलिए इस उधार से 100 बचा है 5000 हमारे पास पहले से ही एक सुरक्षा स्टॉक के रूप में है जो वांछित न्यूनतम नकदी शेष है तो इसका मतलब है कि अब समापन नकद शेष राशि 5100 डॉलर है अब जनवरी के महीने के लिए यह समापन नकद शेष फरवरी के महीने के लिए नकदी का प्रारंभिक शेष बन जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यह 5100 है वांछित न्यूनतम नकदी शेष ५००० है इसलिए परिचालन के लिए कितना नकद उपलब्ध है फरवरी के महीने के लिए यह 100 डॉलर है यह राशि 100 डॉलर है और अब हम संग्रह अनुसूची बिक्री संग्रह अनुसूची पर वापस जाएंगे और आप जान पाएंगे कि फरवरी के महीने में हम कितना संग्रह कर रहे हैं जो की 66100 है बिक्री संग्रह की राशि 66100 है जो की फरवरी महीने में हम बिक्री से एकत्र कर रहे हैं इसलिए यह राशि यहां आएगी और अब हम भुगतान अनुसूची को देखेंगे और अगर आप यहां पेमेंट अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो फिर से खरीद संवितरण बजट के साथ साथ अन्य परिचालन खर्चों को सीधे केस से लिया जाए तो हमें यहां सारा खर्च लाना होगा और उन सभी खर्चों को लाना होगा या नकदी संवितरण को जो खरीद संवितरण विवरण में है तो आप यहां पाएंगे कि हम खरीद संवितरण बजट पर वापस जा रहे हैं इसलिए हमने भुगतान किया है या हमें जनवरी के महीने में 35550 डॉलर का भुगतान करना था जिसे आपने भुगतान स्तम्भ में रखा था जो संवितरण स्तम्भ के भुगतान स्तम्भ में पहला भुगतान था लेकिन फरवरी के महीने में हमारे पास भुगतान करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि जनवरी के महीने में कोई खरीद नहीं है इसलिए फरवरी के महीने में कोई भुगतान नहीं करना है तो इस केस में यह राशि कितनी होगी खरीद के लिए भुगतान शुन्य होगा इसलिए हम कुछ भी भुगतान नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि जनवरी के महीने में कोई खरीद नहीं हुई है इसलिए फरवरी के महीने में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा इसलिए कच्चे माल के भुगतान को कुछ भी शेष नहीं है अब किराया नियमित किराया केवल २५० डॉलर है क्योंकि यह पिछली तिमाही का किराया था इसलिए यह तिमाही बिक्री १०००० से अधिक का १० प्रतिशत था जो कि 7800 हुआ और २५० जोड़ देने से यह 8050 हो गया लेकिन फरवरी के महीने के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है केवल 250 डॉलर का भुगतान किया जाना है इसलिए यह पहला भुगतान है जिसे हम फरवरी महीने में करने जा रहे हैं और फिर हम मजदूरी और वेतन के बारे में बात करते हैं तो मजदूरी और वेतन कितना है फिर से 15000 डॉलर और विविध खर्च समान हैं यह राशि वही रहने वाली है इसलिए विविध खर्च वही है और लाभांश इस तिमाही में अब कोई लाभांश नहीं चुकाना है पिछली तिमाही का लाभांश 1500 डॉलर का भुगतान किया गया था जो 15 जनवरी को देय थी इसलिए हमने पहले ही इसका भुगतान कर दिया है और इस तिमाही का लाभांश 15 अप्रैल को देय होगा हम अप्रैल महीने के लिए नकद बजट तैयार नहीं कर रहे हैं इसलिए हम किसी प्रकार का लाभांश नहीं डालेंगे चुकी अभी कोई लाभांश का भुगतान नहीं होने वाला है इसलिए उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है तो अब अंत में आपको इसे संतुलित करना होगा और चुकी फिक्स्चेर भुगतान फरवरी के महीने में नहीं होंगे तो इसे संतुलित करते हुए अंत में हमारा कुल भुगतान कितना होने वाला है यहाँ भी कोई भुगतान नहीं लाभांश नहीं फिक्स्चर नहीं फिक्स्चर भुगतान केवल मार्च के महीने में एक बार होगा इसलिए मार्च के महीने में जब जाना होगा वहीं तब देखेंगे अब लेकिन हमें यह करना है कि हमें यह राशि लेनी होगी और इसे संतुलित करना होगा इसलिए यदि हम इस प्राप्ति और भुगतान के आंकड़े को संतुलित करते हैं तो आप शुद्ध प्राप्तसंवितरित नकदी पाते हैं हमने शुद्ध प्राप्तसंवितरित नकदी कितना लिखा है 66100 संग्रह है और भुगतान बहुत कम है जो कि केवल 15500 है इसलिए हमें इस कुल राशि के साथ छोड़ दिया गया है भुगतान कितना होना है 17750 का यह भुगतान हमें करना है और हमारा संग्रह जो है वह 66100 है कुल संग्रह 66100 होने जा रहा है इसलिए अंत में हम 48350 के शुद्ध संतुलन में हैं कुल भुगतान राशि क्या है यह है 17750 जो कि 15000 और 2500 के जोड़ से आया है हमारे संग्रह 66100 हैं इसलिए शुद्ध अंतर क्या है 48350 डॉलर हमारे पास बचे हैं अब नकदी की अधिकता या कमी कितनी है अब हमारे पास 100 डॉलर की नकदी परिचालन के लिए उपलब्ध है और अब फरवरी के इस महीने में हमारे पास 48350 नकदी की अधिकता है तो अंत में नकदी की कुल अधिकता कितनी होगी यह कुल राशि 48450 है जिसे हमने यहां लिया है अब जबकि हमने इस अधिशेष की गणना की है अब हम उधार या वित्तपोषण व्यवस्था या बैंक से उधार लेने या बैंक को पुनर्भुगतान करने के बारे में बात करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि नकदी की कमी है तो आप बैंक से उधार ले सकते हैं और यदि किसी महीने में नकदी का अधिशेष है तो हम उस अधिशेष का उपयोग उस ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कर सकते हैं जो हमने पिछले महीने में उधार लिया है तो इस केस में हमें पुनर्भुगतान करना होगा ताकि बैंक से उधार शून्य हो हम अभी बैंक से कोई राशि उधार नहीं ले रहे हैं इसलिए अब हमारे पास अधिशेष की यह राशि 48450 है और फिर हमने 15500 उधार लिया है इसलिए हमने पिछले महीने में जो पूरी राशि उधार ली है उसे बैंक को चुकाया जा सकता है इस केस में ऋण के पुनर्भुगतान में जो 15500 के ऋण का पुनर्भुगतान है यह ऋण की अदायगी है और साथ ही हमें इस राशि पर ब्याज जोड़ना है यदि आप इस राशि पर 10 प्रतिशत की दर से 2 महीने की अवधि के लिए ब्याज की गणना करते है तो यह कितना होगा हमने जनवरी की शुरुआत में उधार लिया था और हम इसे फरवरी के अंत में वापस कर रहे हैं इसलिए कुल ब्याज 258 डॉलर है तो इसका भी भुगतान करना होगा इसलिए कुल भुगतान या वित्त पोषण का कुल प्रभाव यह होने जा रहा हैं कि हम बैंक को 15758 वापस भुगतान करने जा रहे हैं तो हमने 15500 उधार लिए थे और हम 2 महीने बाद लौटा रहे हैं और हम उसे 258 ब्याज के साथ लौटा रहे हैं जो 2 महीने की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर से लगता है तो कुल राशि जो हम बैंक को वापस कर रहे हैं या वित्त पोषण के कुल प्रभाव के रूप में दिखाया है वह 15758 है इसलिए समापन नकदी शेष हमारे पास कितना है यह राशि 48450 घटाव 15758 है इसलिए हम यहाँ 48450 घटाव 15758 नकदी जमा के साथ रह गए हैं न्यूनतम वांछित नकदी जो कि 5000 है को इसे जोड़ देना है इसलिए 48450 घटाव १५७५८ डॉलर 37692 का समापन शेष देगा यह राशि अब हमारे पास अधिशेष क्र रूप में उपलब्ध है क्योंकि हमारे पास 5000 का न्यूनतम नकदी शेष था हमें यहां 48450 में से अतिरिक्त मिला मतलब समायोजन के बाद परिचालन के लिए उपलब्ध 100 डॉलर नगदी इसे जोड़ने पर यह प्राप्त हुआ है और इस भाग 48450 में से हम 15758 की राशि ऋण चुकाने के लिए उपयोग करते हैं और अंत में कुछ राशि बच जाती हैं और नकदी का समापन शेष 37692 होता हैं तो फरवरी के महीने के लिए नकदी का समापन शेष मार्च के महीने के लिए शुरुआती शेष होने जा रहा है और यह कितना होने जा रहा है वही राशि 37692 मार्च महीने के लिए शुरुआती शेष राशि है अब फिर से वही चीज़ न्यूनतम वांछित नकद शेष 5000 है अब परिचालन के लिए उपलब्ध नकदी कितनी है 32692 डॉलर नकदी परिचालन के लिए उपलब्ध है परिचालन के लिए नकद 32692 उपलब्ध है अब हम फिर से सभी आंकड़े को जोड़ने की शुरुआत करते है तो पहले प्राप्त नकद के रूप में बिक्री से संग्रह है मार्च के महीने में बिक्री से संग्रह कितना है मार्च में बिक्री से संग्रह 51500 है तो आइए हम इस आंकड़े को यहां 51500 लिखते हैं अब खरीद के लिए भुगतान क्या हम खरीद के लिए भुगतान करने जा रहे हैं हाँ हम खरीद के लिए भुगतान करने जा रहे हैं यह कितना है यह 35450 है जो हमें मार्च के महीने में भुगतान करना है इसलिए यह राशि प्रथम भुगतान के रूप में बाहर आ जाएगी जो की 35450 है और यह भुगतान किस लिए किया जाता है यह खरीद के लिए भुगतान है अब अन्य भुगतान सामान्य हैं किराए के लिए 250 डॉलर और फिर मजदूरी और वेतन है यह कितना है 15000 मजदूरी और वेतन विविध खर्च फिर से 2500 हैं ये विविध खर्च हैं जो हम भुगतान करने जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाभांश मार्च के महीने तक नहीं है यह अप्रैल के महीने में होगा और एक और भुगतान जो हम यहां करने जा रहे हैं वह है फिक्स्चेर की खरीद और यह कितने मूल्य का है कितना फिक्स्चेर की खरीद यहाँ दिया गया है कंपनी की योजना मार्च के महीने में 3000 डॉलर की कुछ नए फिक्स्चेर खरीदने की है हम इसे इसलिए जानना चाहते है क्योकि इसका भुगतान करना होगा हम इसे नकद भुगतान करने जा रहे हैं इसलिए ये कुल संवितरण हैं संग्रह राशि 51500 है और हमने न्यूनतम नकद राशि रखी है इसलिए हमारे पास ५६५०० डॉलर उपलब्ध नहीं है अब सब खर्चों का कुल योग या संवितरण यहां रखा जायेगा दोनों को संतुलित करने के बाद ३५४५१ का अंतर आ रहा है खर्चे इस प्रकार है एक 250 है 15000 दूसरी है और २५०० जोड़ 3000 हम भुगतान करने जा रहे हैं ताकि आप अंत में पता लगा सकें कि नकदी की कमी क्या है मुझे लगता है कि यहां फिर से घाटे की स्थितहै तो इसका मतलब है कि हमें यहां इस विशेष स्थिति में इसका पता लगाना होगा संग्रह 51500 है भुगतान उससे कहीं अधिक है इसलिए यदि आप उस शेष राशि यानि प्राप्तियासंवितरण को देखते हैं पता चलता है की हम 4700 डॉलर के कुल घाटे में चल रहे हैं हमें एक नकारात्मक आंकड़ा मिला है क्योंकि हमारे संग्रह कम है हमारे भुगतान अधिक हैं इसलिए यदि आप इस भाग की तुलना करते हैं तो आपको शुद्ध शेष प्राप्तियासंवितरण मिलेगा जो 4700 है ठीक है लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है क्यों कि हमारे पास परिचालन के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है जो कि 32692 है और यहाँ वांछित न्यूनतम नकदी शेष 5000 है इसलिए यदि आप सभी को समायोजन करने के बाद यहाँ उपलब्ध कुल शेष की गणना करते हैं तो अंत में हम यह देखेंगे कि हमारा शुद्ध शेष बहुत अच्छाहै हमारे पास बहुत ही सकारात्मक शेष है इसका मतलब है कि यदि आप इसकी गणना करते हैं कि शुद्ध नकद प्राप्तियासंवितरण राशि क्या है तो इसके लिये नकदी की अधिकता या कमी के स्तभ को देखना है यदि आप नकदी की अधिकता या कमी की गणना करते हैं तो यह 27992 के रूप में दिखता है क्योंकि 4700 की कमी एक नकारात्मक शेष है लेकिन हमारे पास 32692 नकदी परिचालन के लिए उपलब्ध है तो परिचालन के लिए उपलब्ध इस शेष राशि से हम 4700 के अतिरिक्त भुगतान को समायोजित करेंगे ताकि हम 27992 डॉलर के शेष के साथ बचे रहें यह अब हमारे पास उपलब्ध राशि है और अंत में हम वित्तपोषण व्यवस्था के लिए जाते हैं इसलिए अब हमारे पास उपलब्ध अधिशेष 27992 है वित्त व्यवस्था के केस में हम बैंकों से कुछ भी उधार नहीं लेने जा रहे हैं ऋण जनवरी के महीने में उधार लिया गया था और फरवरी के महीने में पहले से ही चुकाया गया है इसलिए यहां बैंक को वापस चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है इसी तरह ब्याज के लिए कोई भुगतान नहीं है इसलिए जैसा की आप देख रहे है वित्त पोषण का कुल प्रभाव नगण्य है अब हमें समापन नगद राशि कितना है यह पता लगाना है न्यूनतम नकदी शेष 5000 वांछित है जो एक सुरक्षा स्टॉक के रूप में हमारे पास उपलब्ध है साथ ही वह राशि जो नकदी के अधिशेष की अधिकता के रूप में उपलब्ध है जोड़ देने से यह कुल 32992 हो जाता है हमारा मार्च का समापन नकदी शेष है यही है तो अंत में सब कुछ संतुलित करने के बाद सब कुछ अभिलेखित करने के बाद आरंभिक शेष अंतिम शेष सभी भुगतान और फिर बिक्री संग्रह हम 3 महीने के लिए नकद बजट तैयार करते है तिमाही के पहले महीने में हमने पाया कि 5100 का अधिशेष है या हो सकता है कि आप इसे अतिरिक्त राशि के रूप में उपलब्ध कह सकते ह हालांकि शुरुआत में कमी थी लेकिन जब हमने बैंक से उधार लिया था तो हमारे पास 100 बचे रह गए न्यूनतम नकद शेष 5000 वांछित है जो कि फरबरी महीने के लिए आरंभिक शेष बन गया दुबारा 5000 न्यूनतम नकद शेष रखने के बाद 100 डॉलर उपलब्ध है फिर हम बिक्री संग्रह और भुगतान को संतुलित करते है और यहां तक कि बैंक को दिए गए ऋण को वापस चुकाने के बाद भी फरवरी महीने के अंत में 37692 की कुल शेष उपलब्ध था फिर हम मार्च के महीने में जाते हैं मार्च का आरभिक शेष हमने फरवरी महीने के लिए अंतिम शेष से लिया है और हमने फिर से 5000 का न्यूनतम वांछित नकदी रखा है इसलिए मार्च महीने के लिए परिचालन के लिए उपलब्ध नकदी 32692 है और उसके बाद जब हमने संग्रह और भुगतान के लिए राशि का समायोजन किया तब हमें नकदी की कमी या अधिकता का पता चला नकदी की अधिकता 27992 थी और इसमें इस शेष राशि को जोड़कर हने मार्च महीने के लिए अंतिम नकदी शेष को पाया आप इसे नकदी का तिमाही समापन शेष कह सकते हैं यह सकारात्मक है और यह 32992 डॉलर है यह मार्च महीने के लिए अंतिम नकदी शेष है लेकिन वास्तव में सब कुछ समायोजित करने के बाद यह नकदी का त्रैमासिक समापन संतुलन है नकदी बजट के अंत में हमारे 32992 डॉलर का सकारात्मक संतुलन है इसलिए अब हमने अलग अलग अनुसूची पूरा कर लिया है हमने बिक्री बिक्री संग्रह खरीद खरीद संवितरण के लिए अनुसूची पूरा कर लिया है परिचालन व्यय बहुत जटिल नहीं थे इसलिए हमने इसे केस से सीधे नकद बजट में ले लिया है इसलिए हमारे पास ये बुनियादी अनुसूचियां और एक विवरण जो नकद बजट है तैयार है और अब हमें परिचालन बजट भाग को पूरा करना होगा जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था परिचालन बजट का अंतिम परिणाम आय विवरण या लाभ और हानि खाता है इसलिए परिचालन बजट का अंत आय विवरण है और वित्तीय बजट का आरभ नकद बजट और अंत तल पट है इसलिए अब हम इन दो विवरणों को तैयार करेंगे पहले इस कंपनी के लिए आय विवरण और फिर तल पट तो हम जानेंगे कि इस तिमाही के अंत में लाभ या हानि की स्थिति क्या है और फिर हमें कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता चल जाएगा तो अब हम आय विवरण तैयार करते हैं मैंने आपको बताया है कि आय विवरण और तल पट दो स्वरूपों में तैयार कीया जा सकता है एक प्रारूप T प्रारूप है जिस को हमने पिछले केस में तैयार किया था लाभ और हानि खाता और तल पट में यह टी प्रारूप ऐसा प्रारूप है जहां हमारे स्तम्भ में दो पक्ष हैं इसलिए जब आप इस तरह का प्रारूप तैयार करते हैंतो उसे T प्रारूप कहा जाता है पिछले केस में मैंने इस प्रारूप का उपयोग किया है लेकिन इस केस में मैं ऊर्ध्वाधर प्रारूप का उपयोग करूंगा हम तल पट के साथ ही इनकम स्टेटमेंट भी ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तैयार करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आप इन विवरणों को या तो टी फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं या ऊर्ध्वाधर प्रारूप में जिसे मैं अभी तैयार करने जा रहा हूं इसलिए यहां एक विचार ध्यान देने योग्य है कि इन दिनों जब हम भारतीय मानक के साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अभिसरण की प्रक्रिया में हैं तो अब यह भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान और भारतीय कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा तय किया गया है कि अब लाभ और हानि खाते या आय विवरण और तल पट को ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तैयार किया जाएगा तो यही कारण है कि अब मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि हम ऊर्ध्वाधर प्रारूप में आय विवरण कैसे तैयार कर सकते हैं चाहे वह एक त्रैमासिक विवरण या वार्षिक विवरण हो आप उस त्रैमासिक विवरण को सभी चार तिमाहियों के लिए सूचना को समेकित कर वार्षिक विवरण में बदल सकते हैं तो आइए अब हम ऊर्ध्वाधर प्रारूप में आय विवरण तैयार करते हैं और इस केस में हम इसे तैयार करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इस आय विवरण को उस प्रारूप में तैयार करेंगे जिसे ऊर्ध्वाधर प्रारूप कहा जाता है इसलिए आप इसे आय विवरण कह सकते हैं तो आप यहां यह लिख सकते हैं कि विक्टोरिया पतंग कंपनी विक्टोरिया पतंग कंपनी का आय विवरण तिमाही के लिए है और उनकी तिमाही जनवरी से मार्च तक है अब हम ऊपर से शुरू करेंगे इस विवरण के शीर्ष में हम टी प्रारूप की तरह बिक्री के साथ शुरू करते है और बिक्री को क्रेडिट पक्ष में लिखते है इस विवरण में भी हम बिक्री के साथ शुरू करेंगे और उसे शीर्ष में दर्ज करेंगे तो हम यहाँ को या द्वारा का उपयोग नहीं करते हैं सीधे बिक्री आकड़ो को और तिमाही बिक्री को लिखते हैं हमें अब पता लगाना है त्रैमासिक बिक्री का जो पहले से ही दिया गया है तो तिमाही बिक्री कितनी है कुल बिक्री 175000 डॉलर हैं ये तिमाही बिक्री हैं अब साधारण घटाव है पहले कास्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड को घटाएंगे इसलिए बिक्री घटाव बिकने वाले सामानों की लागत है बेचे गए माल की लागत क्या ह यह वस्तु लागत के बराबर है और बिक्री का आधा है यह राशि 87500 है इसलिए हमने इसे यहां घटाया है इसलिए आपको शेष राशि बचती है और शेष राशि कितनी है जिसे हम सकल मार्जिन या सकल लाभ कहते है हम इसे सकल लाभ के रूप में कहेंगे तो निश्चित रूप से यह राशि कितनी होने वाली है यह 87500 के बराबर है यह सकल शेष या सकल लाभ है या आप इसे सकल लाभ या सकल मार्जिन भी कहते हैं यह राशि 87500 है जिसे हम ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तैयार कर रहे हैं अब हमें परिचालन व्यय घटाना है परिचालन व्यय कितना है अब इसकी गणना की जाएगी इसलिए हमें अलग अलग विवरणों में जो परिचालन खर्च दिए गए हैं केवल हमें उसका योग करना है और 3 महीने के लिए ले लेना है शायद एक पूरे के रूप में तिमाही के लिए तो क्या है पहला व्यय किराए पर है किराया क्या है किराया मैं यहाँ ले जा रहा हूँ 700 डॉलर माफ करना 17250 डॉलर यह किराया राशि है तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने किराया को 17250 के रूप में कैसे लिया है अब देखिए हम यह आय विवरण तैयार कर रहे हैं जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए और किराए के केस में शर्त यह है कि प्रति माह कहने के लिए सामान्य किराया 250 डॉलर है इसलिए एक तिमाही के लिए यह 750 डॉलर के बराबर हो जाता है साथ ही 10000 से ऊपर की बिक्री का 10 प्रतिशत है तो अगर आप इस केस को देखे तो कुल त्रैमासिक बिक्री क्या है जनवरी फरवरी और इस मार्च के लिए कुल त्रैमासिक बिक्री 17५०00 होने वाली है ठीक है हमें दी गई बिक्री १७५००० है इसलिए 175000 घटव 10000 और उसका १० प्रतिशत 16500 है और उसमे 750 जोड़ देने से यह १७२५० होता है मैं यहां कह रहा हूं कि 10000 की बिक्री से 10 प्रतिशत ऊपर का यह 16500 और सामान्य किराया 750 है तो यह किराया १७२५० होगा तो हम अगला लेते हैं मजदूरी और वेतन मजदूरी और वेतन इस तिमाही के लिए कितना है 45000 क्योंकि प्रति माह यह 15000 है तो बस यह 45000 है फिर हम मूल्यह्रास की बात करते हैं तो मूल्यह्रास कितना है मूल्यह्रास 250 है इसलिए तीन महीने के लिए 750 डॉलर है फिर हम बात करने जा रहे हैं कि बीमा कितना है तिमाही बीमा राशि कितनी होगी यह इस पर निर्भर करेगा कि कितना मासिक था इसलिए आप बीमा राशि वहीलेते हैं जो इस केस में ही दिया गया है वह बीमा राशि है १२५ है हमने यह मूल्यह्रास और बीमा नकद बजट में नहीं लिया है क्योंकि मूल्यह्रास एक गैर नकद व्यय है और बीमा यहां दी गई शर्त यह है कि सभी परिचालन खर्चों का भुगतान हुआ हो और बीमा मूल्यह्रास और किराए को इसलिए छोड़ दिया जाता है प्रत्येक माह की शुरुआत में 250 डॉलर का किराया भुगतान किया जाता है और बिक्री के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान तिमाही के अंत के अगले महीने की १० तारीख को किया जाता है और अगला भुगतान जनवरी के महीने में देय है इसलिए हमने इसे नकद बजट में लिया है अब अन्य खर्च हमें यहाँ लेने हैं जो मैं ले रहा हूँ इसलिए हमें सभी खर्चों के लिए समायोजन करना होगा हमने किराया लिया है हमने मजदूरी और वेतन लिया है हमने मूल्यह्रास लिया है हमने बीमा लिया है और यह राशि कितनी है 375 बीमा राशि है विविध व्यय कितना है 7500 यह कुल राशि है इसलिए यदि आप इन खर्चों की गणना करते हैं तो वे कितना होंगे ये होगा 45000 फिर 17250 750 और 375 यह समस्त राशि 70875 होगी ठीक है अब आप इसे परिचालन से शुद्ध आय कह सकते हैं शुद्ध आय अब आप गणना करेंगे कि परिचालन से शुद्ध आय कितनी है तो परिचालन से शुद्ध आय 16000 है हमारे पास 87500 का सकल मार्जिन है कुल अप्रत्यक्ष खर्चों कह सकते हैं की वे 70875 हैं परिचालन से शुद्ध आय कितना आया 16625 सही है और अब एक और खर्च यहाँ छुट गया है जिसे हमें घटाना है वह व्यय यह है कि यदि आपको याद है कि यह व्यय ब्याज के लिए है वित्तीय व्यय इसलिए परिचालन से प्राप्त होने वाली इस शुद्ध आय से आपको वित्तीय व्यय ब्याज व्यय को घटाना होगा यदि आप ब्याज व्यय लेते हैं तो कितना ब्याज खर्च होता है यह २५८ होगा और नकद बजट से आएगा क्योंकि हमने उधार लिया था इसलिए हम उसे वापस करते हैं 258 के ब्याज के साथ 15500 डॉलर वापस किये गए हैं तो इसका मतलब है कि यह वह ब्याज है जिसे हमें घटाना है तो अंत में आपको वह शेष बचता है जिसे जिसे शुद्ध आय शुद्ध आय लाभ कहा जाता है इस तिमाही के लिए यह कितना होगा यह १६६२५ घटाव 258 होगा इसलिए यह होगा १६३६७ यह तिमाही आय या मुनाफा मार्च महीने के अंत में इस कंपनी के लिए उपलब्ध है यह परिणाम है यह रिपोर्ट है यह 3 महीने की अवधि के लिए या इस तिमाही के लिए आय है इसलिए अंत में हमने गणना की है कि 175000 डॉलर की कुल बिक्री से सभी लागतों को घटाकर जो इस प्रकार है बेची गई वस्तुओं की लागत जोड़ अन्य परिचालन व्यय मूल्यह्रास और बीमा सहित जो केवल आय विवरण में लिए जाने हैं नकदी प्रवाह में नहीं क्योंकि मूल्यह्रास एक गैर नकद व्यय है यह नकद बजट में नहीं जाता है बीमा को सीधे आय विवरण में ले जाने के लिए कहा गया था इसलिए हमने यह कुल लिया है इसलिए ये आंकड़े 3 महीने के लिए हैं ये सभी आंकड़े हैं तिमाही के लिए ये महीनों के लिए नहीं हैं कैश बजट में हमने मासिक आंकड़े लिए हैं यहाँ ये सभी आंकड़े तीन महीने के हैं इसलिए हमने पाया कि कुल अप्रत्यक्ष व्यय 70875 है परिचालन से शुद्ध आय सकल मार्जिन से निकला है बिक्री घटाव बेचे गए माल की लागत सकल मार्जिन है और सकल मार्जिन घटाव सभी अप्रत्यक्ष व्यय या परिचालन व्यय परिचालन से शुद्ध आय है जो 16625 है और अब इसमें से यदि आप अन्य व्यय को घटाते हैं जो वित्तीय व्यय है जिसे आप ब्याज व्यय बैंक से उधार पर ब्याज कहते है जो २५८ पाया गया था यह नकद बजट में दिया गया था इसलिए अंत में हमें इस तिमाही के लिए शुद्ध आय या लाभ प्राप्त होता है जो कि जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए 16367 है यह कुल परिचालन का परिणाम है जिसे आप तिमाही संचालन कह सकते हैं और यह परिचालन बजट का शुद्ध परिणाम है जो हमने बिक्री बजट बिक्री संग्रह बजट खरीद बजट खरीद संवितरण बजट और अन्य खर्चों के साथ शुरू किया था इसलिए परिचालन बजट का शुद्ध परिणाम आय विवरण है और यह बजटेड आय विवरण है आप बजटेड शब्द को लिख सकते हैं हमें यहां बजटेड शब्द जोड़ना चाहिए यह तिमाही के लिए विक्टोरिया काइट कंपनी का बजटेड आय विवरण है और इसका शुद्ध परिणाम है कि हमारे पास १६३६७ का अधिशेष या आय या लाभ है अब इस केस में हम एक और विवरण के साथ रह गए हैं अंतिम विवरण जो वित्तीय बजट का अंत है यह वह तल पट है जो कि अंतिम विवरण है मैं अगली कक्षा में तैयार करूँगा